सुप्रभात दोस्तों वायु यान के विभिन्न हिस्सों बाहरी घटकों जो वायुगतिकी द्वारा प्रभावित करते हैं पर चर्चा कर रहे हैं हमने कल टेल के आकार जो ऐतिहासिक और व्यवहृत हैं के बारे में चर्चा की आप देखेंगे बहुत प्रकार की टेल है पर हमने केवल पारंपरिक और टी टेल पर चर्चा की आप पाएंगे टी टेल एक्स टेल अनेक चीजें व्यवहार में आ रही हैं हम इन सब पर चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह व्याख्यान आपको बुनियादी समझ देने के लिए है और दूसरी चीजें इसके यौगिक हैं जैसी जहाँ आवश्यकता होगी हम चुनिंदा संयोजना की व्याख्या करेंगे हॉरिजॉन्टल टेल और वर्टिकल टेल को ऐतिहासिक संख्याओं के माध्यम से पूरा करने के लिए कृपया इस पर एक टिप्पणी लें अगर मैं लिखता हूँ लड़ाकू बिना इंजन का विमान और अन्य और यहाँ लिखूं हॉरिजॉन्टल टेल मैं आपको कुछ संख्याएंँ देने का प्रयास कर रहा हूंँ जिनसे आप जानेंगे कि टेल का एस्पेक्ट रेश्यो क्या है या लैंब्डा टेल या टेल की स्वीप जिनका ऐतिहासिक व्यवहार हो रहा है यह डिज़ाइनर के लिए सुखद अनुभव है कृपया समझें कि एक मुख्य डिज़ाइनर को वायुयान के प्रत्येक पहलू को समझना आवश्यक नहीं है परन्तु पहले दर्जे के प्रभावों से अनभिज्ञता के लिए उसे माफ नहीं किया जा सकता वरना वह एक संयोजन पर सम्मेलन नहीं कर पाएगा यह आशा की जाती है कि मुख्य डिज़ाइनर के साथ वायु गतिकीय दल उड़ान यांत्रिकी दल नियंत्रण दल और संरचना दल है वे आपको एक विस्तृत विश्लेषण देते हैं और मुख्य डिज़ाइनर उनको चुन कर जोड़ता है उसकी एक संपूर्ण योजना होनी चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है डिज़ाइन का उद्धव कैसे प्रारंभ हुआ और यह कहाँ जा रहा है इस प्रकार की समग्र जानकारी मुख्य डिज़ाइनर को होनी चाहिए इसीलिए मैं आपको कुछ संख्याएंँ दे रहा हूँ जो खास करके पुनः रेमेर Raymer से हैं अगर मैं एस्पेक्ट रेश्यो और टेपर रेश्यो कहूँ तो लड़ाकू विमान के लिए हॉरिजॉन्टल टेल के लिए यह 3 से 4 एवं 0 2 से 0 4 है यह कुछ मार्गदर्शक संख्याएंँ हैं जो बाजार में उपलब्ध है विभिन्न विमानों पर आधारित हैं और यह जरूरी नहीं है कि यह संख्याएंँ सर्वोत्तम हो एक सेल प्लेन के लिए ये हैं 6 से 10 और 03 से 05 और अन्य के लिए 3 से 5 एवं 0 3 से 0 4 हैं और वर्टिकल टेल के लिए एस्पेक्ट रेश्यो और टेपर रेश्यो 06 से 14 02 से 04 15 से 2 04 से 06 और यह होगा 13 से 20 और 03 से 06 है ये विशेष संख्याएंँ हैं और आप गौर करेंगे कि वर्टिकल टेल का एस्पेक्ट रेश्यो हॉरिजॉन्टल टेल की एस्पेक्ट रेश्यो की तुलना में बहुत कम है वर्टिकल टेल में यदि मैं टी टेल को लेता हूँ तो यह संख्या 0 7 से 12 और 06 से 10 है और आप देख सकते हैं कि टी टेल के लिए क्योंकि एंड प्लेट प्रभाव भी है यह एक वर्टिकल टेल है और यहाँ एक टेल है इसलिए एन्ड प्लेट प्रभाव है जो वर्टिकल टेल के एस्पेक्ट रेश्यो को प्रभावी रूप से बढ़ा देता है अतः आप छोटा ज्यामितिय अनुपात ले सकते हैं और वह मदद करता है क्योंकि जब हम इसे वर्टिकल करते हैं तो इसे मोटा होना ही है उसको हॉरिजॉन्टल टेल का भार लेना है इसलिए एस्पेक्ट रेश्यो कम होने का अर्थ है भार का कम होना अनुकूलन होते रहते हैं और उससे डेल्टा प्लस में परिवर्तन होता है जब आप डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सभी डेल्टा जोड़े जाने पर एक अच्छी वृद्धि दे सकते हैं अतः यह संख्याएंँ पृष्ठभूमि में आपको पता होनी चाहिए जिससे एक संयोजना पर विचार आरंभ कर सकें आप देखें लीडिंग एज स्वीप की कुछ मुख्य विशेषताएँ हैं विशेषता यह है कि यह स्टाल को विलंबित करती है अगर आप कम गति के लिए 10 डिग्री 15 डिग्री देते हैं तो समझ यह है कि मुझे स्टाल को विलंबित करना है हम पाते हैं कि लीडिंग एज स्वीप विंग स्वीप से जो कि c 4 पर नापी गई है लगभग 5 डिग्री बड़ी होती है अर्थात हॉरिजॉन्टल टेल स्वीप c4 पर नापी गई विंग की लीडिंग एज स्वीप से करीब 5 डिग्री बड़ी होती है कारण स्पष्ट है हॉरिजॉन्टल टेल को लीडिंग एज स्वीप देकर आप स्टॉल को रोकना चाह रहे हैं इसलिए टेल को विंग के बाद स्टॉल करना चाहिए यह सभी छोटी छोटी वृद्धियांँ हैं परंतु तीव्र गति के M लिए आपके वायु यान की हॉरिज़ॉन्टल टेल पर स्वीप की आवश्यकताएंँ भी बढ़ जाती हैं आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि टेल पर Mcritical विंग पर Mcritical से बड़ा हो महत्वपूर्ण है कि टेल पर पड़ने वाला कोई बिंदु अगर पहला बिंदु हो जाता है जहाँ यह Mach 1 हो जाता है तो झटके बनने शुरू हो जाते हैं जिनसे प्रभावशीलता कम हो जाती है और ड्रैग बढ़ जाता है इस से नियंत्रण शक्ति प्रभावित होती है वैचारिक रेखांकन के लिए बुनियादी समझ है यह कितना होना चाहिए यह सभी चीजें CFD द्वारा विधिवत विश्लेषण से या मूल रूप से वात सुरंग परीक्षण से मान्य होनी चाहिए अगर हम ऐसी ही चीजें वर्टिकल टेल के लिए देखने का प्रयास करें तो कम गति पर वर्टिकल टेल पर स्वीप देने की कोई आवश्यकता नहीं है हम पाते हैं कि वर्टिकल टेल पर अधिकतर 15 से 20 डिग्री स्वीप होगी जोकि इसके लिए सजावटी कारण है परंतु उच्च गति के लिए MCrVT MCr W यह मांँग करती है कि वर्टिकल फिन पर 35 से 55 डिग्री तक का स्वीप सामान्य है जब आप एक संरचना को देखते हैं तो यह दिशा निर्देश है कि आप स्वयं से प्रश्न करें कि आप क्या डिजाइन कर रहे हैं कम गति वाला या अधिक गति वाला आप विंग को कैसे चरित्र देना चाहते हैं आप उन संँख्याओं को चुने और अपना आरंभिक रेखांकन करें दूसरा भाग जो हम देख सकते हैं कि जहाँ तक थिकनेस रेश्यो का संबंध है विशेष टेल थिकनेस विंग थिकनेस से लगभग 10 कम होगी मैं बात कर रहा हूँ के बारे में इसलिए टेल विंग के से 10 कम होगा लेकिन महत्तम मोटाई के सापेक्ष नहीं क्योंकि महत्तम मोटाई कॉर्ड पर निर्भर करती है मैं बात कर रहा हूँ की और अधिकतर यह हॉरिजॉन्टल टेल का सिमेट्रिक एरोफोइल होगा और यह कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल टेल के लिए पतला है यह इस बात से निर्देशित है कि हॉरिजॉन्टल टेल पर का Mcriticalविंग के Mcritical से बड़ा होगा क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मैं एयरो फाइल को अधिक मोटा बनाऊंँगा तो तोMcritical कम हो जाएगा इसलिए वह सभी चीजें हैं यहाँ आकर एक ही बिंदु की ओर जाती है और मैंने सोचा कि मैं आप के साथ संख्याओं को बांँट दूँ कल हम कुछ रोचक बातों पर चर्चा कर रहे थे और एक अच्छे डिज़ाइनर और एक खराब डिज़ाइनर में यही अंतर होता है कि अच्छा डिज़ाइनर जानता है कि अपने वायुयान को आकार देते समय संभावनाओं के सभी बिंदुओं महत्वपूर्ण बिंदुओं उड़ान के निकृष्टतम बिंदुओं जिनमें एक है स्टॉल एवं हाई साइड स्लिप पर विचार करता है सामान्य अवस्थाओं के लिए दो विमान एक जैसे लग सकते हैं परंतु जिस क्षण आप साइड स्लिप या हाय एंगल ऑफ़ अटैक में उनके प्रदर्शनों का परीक्षण करते हैं आप पाएंगे की वे भिन्न हैं डिज़ाइनर वजन पर ध्यान दिए बिना और संरचनाओं में परिवर्तन के बिना वही करेंगे जो महत्वपूर्ण है और वही डिज़ाइनर की महत्वपूर्ण भूमिका है उस दिशा में हमने डोर्सल फिन के बारे में चर्चा की डोर्सल फिन का विचार कैसे आया हम चर्चा कर रहे थे कि क्या आप निश्चित हैं कि हमने सरलता से बिना रडर शक्ति के ह्रास या वर्टिकल टेल प्रभाव के ह्रास के बिना आपने वर्टिकल टेल का डिज़ाइन कर लिया है स्पिन का अर्थ है वर्टिकल कॉम्पोनेंट और रोटेशन जिससे विंग पर स्टॉल आ गया है और स्पिन से रक्षा के लिए हमारे पास मात्र वर्टिकल टेल और रडर है हमें स्पिन से बाहर आने के लिए एक रोलिंग मोमेंट चाहिए और एक याविंग मोमेंट चाहिए हमें सुनिश्चित करना है कि वर्टिकल टेल और रडर हाई स्टॉल के समय भी प्रभावशाली हो इसी तरह शुरू करके हमने कहा था कि रेमेर पर आधारित एक सरल मार्गदर्शन के अनुसार यह था बहुत ही कलात्मक मार्गदर्शन है ताकि अगर मैं अपनी वर्टिकल टेल इस तरह चित्रित करूँ और अगर यह रडर है और अगर मैं हॉरिजॉन्टल टेल को यहाँ रखता हूँ और यहाँ 60 डिग्री बनाता हूँ और यहाँ 30 डिग्री परिस्थिति यह है कि वायुयान हाई एंगल ऑफ़ अटैक पर है और स्टॉल के निकट आ गया है या स्टॉल कर गया है अगर आप इस तरह चित्रित करते हो कि आप पूरा रडर और वर्टिकल फिन देख रहे हैं तो यह हॉरिजॉन्टल टेल द्वारा दी गई वेक में आ जाते हैं इसे टालना है आपका रडर प्रभावी रूप से रॉलिंग या याविंग मोमेंट को रोकने के लिए उपलब्ध नहीं है अतः प्रस्तावित है कि ऐसी संरचना खोजी जाए माना कि यह वर्टिकल टेल है और आप हॉरिजॉन्टल टेल को थोड़ा आगे कर देते हैं अब यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाते हैं और यहाँ 30 डिग्री का कोण बनाते हैं स्केल से सन्देश यह है कि आप वर्टिकल टेल और हॉरिजॉन्टल टेल को इस प्रकार स्थित करें कि जब मैं यहाँ 60 डिग्री और यह 30 डिग्री के कोण बनाऊंँ रडर का अधिकतर भाग हॉरिजॉन्टल टेल के वेक से बाहर रहे अगर यह रेखा चित्र स्केल आधारित तो आप जानते हैं कि रडर का इतना भाग प्रभावी रूप से उपलब्ध है आमतौर पर 70 भाग उपलब्ध होने पर आप संतुष्ट हो इसी समय के साथ अगर मैं T टेल को देखूंँ टी टेल का अर्थ है एक यहाँ है एक दूसरी T टेल हो सकती है मध्य T टेल और अगर यह वर्टिकल टेल है और मैंने T टेल को यहाँ रखा है अर्थात टी टेल की स्थिति भिन्न है यह ऊपर है और पारम्परिक टी टेल मैं टी टेल को यहाँ भी रख सकता हूँ अब आप देखते हैं मैं यहाँ 60 डिग्री और यहाँ 30 डिग्री का कोण बनाता हूँ मेरा रडर और वर्टीकल टेल वे हॉरिजॉन्टल टेल से बनी वेक से बाहर हैं इसलिए हॉरिजॉन्टल टेल के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त होने के कारण बहुत बहुत प्रभावशाली है पर भूले नहीं मैं बात कर रहा हूँ T टेल की इसको विंग से पैदा हुई वेक के अंदर नहीं आना चाहिए हम यहाँ हॉरिजॉन्टल टेल की बात कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि पहले ही वायुयान स्टॉल में आ गया है क्योंकि यह सज्जन विंग से उत्पन्न वेक के अंदर आ गए थे इन सभी चीजों का विश्लेषण कर गणना कर और अंत में वायु सुरंग परीक्षण करें अपना डाटा बनाएंँ यहाँ मिड विंग है आप देख सकते हैं कि रडर कुछ इस तरह से है अगर मैं यहाँ और यहाँ रेखांकित करूँ तो इतना भाग उपलब्ध है जो हॉरिजॉन्टल टेल से बनी वेक में नहीं आ रहा है कृपया इसे समझें जब मैं बात कर रहा हूंँ मैं रडर के होरिजेंटल टेल द्वारा पैदा वेक अंदर आने को डाल रहा हूंँ यह ठीक है जब आप हॉरिजॉन्टल सापेक्ष स्थिति के बारे में कहते हो परंतु जब कि मैं टेल का औचित्य साबित करने का प्रयास कर रहा हूंँ हांँ यह सही है अगर यह टी टेल है तब रडर टी टेल द्वारा पैदा वेक के अंदर नहीं आएगा परंतु आप यह न भूलें कि विंग से भी एक वेक हो रही है और तब यह महाशय बहुत अप्रभावी हो जाएंँगे और इससे पिच अप की प्रवृत्ति बनेगी परंतु रडर प्रभावी ही रहेगा यह ज्यादा महत्वपूर्ण है जब मैं स्टॉल या स्पिन की बात कर रहा हूंँ जबकि ऐलेरों पूर्णत अप्रभावी होगा मुझ को रोलिंग मोमेंट चाहिए मुझ को याविंग मोमेंट चाहिए मैं ज्यादा चिंतित हूँ रडर शक्ति के लिए और वर्टिकल टेल की प्रभावशालीता के लिए इसी कारण एक वैचारिक स्तर पर अगर मैं इस तरह करूँ आप मुझे सच में इसके लिए संकेत कर रहे हो आप स्वयं को तैयार कर रहे हो ताकि डिजाइन में प्रारंभ से स्पिन रिकवरी का अच्छा चरित्र हो यह महत्वपूर्ण है वैचारिक मंच पर आपका जानना जरूरी है कि मैं अपनी हॉरिजॉन्टल टेल को कहांँ रखूँ वर्टिकल टेल कितनी दूर हो और किस स्थिति में हो इसे मैं आपके साथ बाँट रहा हूँ और आज इसको दोहराता हूंँ मैंने डोर्सल फिन से शुरुआत की थी अब पुनः डोर्सल फिन पर आते हैं याद करें डोर्सल फिन और वेंट्रल फिन दो प्रकार के स्ट्रेक हैं यह डोर्सल था इन चीजों को मैं कुछ विस्तार से दोहरा रहा हूंँ डोर्सल और वेंट्रल फिन की बात भी हम करेंगे क्योंकि आप उनको वहांँ पाएंगे कल जब मैंने डोर्सल फिन की चर्चा की तो कहा था कि डोर्सल या वेंट्रल यह मुख्यतः स्ट्रेक हैं और नियमित रूप से व्यवहार होते हैं इनका प्रयोग फ्यूजलाज पर वोर्टेक्स बनाने के लिए किया जाता है जिसे यह बहाव में जोड़ कर अधिक ऊर्जा देते हैं इसलिए डोर्सल फिन या वेंट्रल फिन यह वास्तव में स्ट्रेक हैं और ये मूलतः वोर्टेक्स बनाते हैं जो विशेष है उदाहरण के लिए हमारा पाइपर सैराटोगा वायुयान देखें लीडिंग एज के कुछ भाग पर हमें मिलेगा पर मैंने लीडिंग एज चित्रित करता हूंँ तो लीडिंग एज के कुछ हिस्सों पर एक की लगी हुई है जो लीडिंग एज स्ट्रैक्स है इनका क्या लाभ है अगर यह एयरप्लेन है तो माना जाता है कि यह 12 डिग्री पर स्टाल कर जाएगा अर्थात 12 डिग्री अगर मैं यहाँ एक स्ट्रेक रखूँ तो स्टालिंग stall बन सकता है 15 डिग्री क्योंकि इससे वोर्टेक्स बनता है जिसमें ऊर्जा होती है और वह ऊर्जा तरल को देता है यह है लीडिंग एज स्ट्रेक और जब मैं इस प्रकार का लेटरल चरित्रों की बात करता हूंँ संभवत स्टॉल स्पिन में रडर और वर्टिकल टेल की प्रभावशीलता को परखने का सर्वोत्तम मार्ग है कि वोर्टेक्स इन पर दिए जाएँ अगर यह 12 डिग्री साइड स्लिप एंगल पर स्टॉल कर रहा हो इसे 15 डिग्री पर स्टाल करते हैं इसके लिए मुझे कुछ वोर्टिसेज बनाने होंगे जो वर्टिकल फिन पर ऊर्जा डालकर स्टॉल को विलंबित कर सकें इस दर्शन में अगर हम पाते हैं कि वर्टिकल फिन और रडर है और यह है स्ट्रेक अगर यह स्ट्रेक़ है जिसे खासकर डोर्सल फिन कहते हैं आप इसका अगला प्रभाव देखेंगे जब मैं चर्चा करूंँगा और प्रयास करूंँगा कि आपको व्यवहार में आ रही डोर्सल फिन का ऐतिहासिक विवरण दे सकूंँ डोर्सल फिन के व्यवहार में लाए जा रहे प्रकार जैसे मैं आपको बता रहा था यह डोर्सल फिन मूलतः वोर्टिसेज या वोर्टेक्स बनाती है जो बीटा के उच्च मान 10 या 15 12 डिग्री होने पर वर्टिकल फिन पर आघात करते हैं विमान के उड़ते समय बड़ी साइड स्लिप होती है अर्थात उस समय जब साइड स्लिप एंगल वर्टिकल टेल अत्यंत प्रभावहीन हो जाती है और विमान स्टॉल के पास आ रहा होता है उस समय डोर्सल फिन वोर्टेक्स बनाता है जो वर्टिकल फिन पर आघात करता है और स्टॉल को विलंबित करता है इससे वर्टिकल फिन की प्रभावशीलता बढ़ेगी और रडर की प्रभावशीलता भी बढ़ेगी पाइपर साराटोगा के लिए जो काम लीडिंग एज स्ट्रेक कर रहा था वही काम डोर्सल फिन भी कर रहा है परंतु यह लैटरल डायरेक्शन लैटरल स्टेबिलिटी डायरेक्शनल स्टेबिलिटी के लिए है जब मैं डायरेक्शनल स्टेबिलिटी की बात करता हूंँ ज्यादा महत्वपूर्ण लैटरल स्टेबिलिटी की बात करता हूँ बीटा के बारे में अर्थात C को 0 से बड़ा होना चाहिए अगर एक एयरप्लेन डायरेक्शनली स्टेबल हो और अगर मैं आपको यह विशेष प्लॉट दिखाता हूंँ यह है म्यू डोर्सल फिन अगर आप एक डोर्सल फिन लगा देते हैं तो वह भी डोर्सल फिन के समान होगा आप देखते हैं यह कोण लगभग 12 डिग्री हो सकता था तो श्रीमान यह बढ़कर 15 18 डिग्री हो जाता है जो आपके डोर्सल फिन के डिजाइन पर निर्भर करता है और कि आपका डोर्सल फिन इसकी लंबाई के पद में कितना प्रभावी है इसका आकार कैसा है किस पर निर्भर करता है वर्टिकल प्लेन पर होने वाला स्टॉल जब एयरप्लेन एक साइड स्लिप में जा रहा है यह वास्तव में ड्रैग को बढ़ाएगा पर कृपया समझें यही है हाई साइड स्लिप में होने वाली परिस्थिति जोकि आकस्मिक परिस्थिति है आपको सुनिश्चित करना है कि आपका वर्टिकल टेल और रडर प्रभावी रहे डोर्सल फिन यही काम करता है और बीटा के न्यून होने पर यह ज्यादा अंतर नहीं डालता इसका महत्व वायुयान के हाई साइड स्लिप में उड़ान के समय है ऐसी ही संकल्पना का व्यवहार वह फोकर F 70 में देखें गूगल सर्च कर पाएंँगे कि आजकल अधिकतर विमानों में ऐसे डोर्सल फिन व्यवहार करते हैं कुछ समूह को राउंडेड डोर्सल फिन कहते हैं यह डोर्सल फिन स्वयं उसका एक भाग है और यहाँ पर इस तरह गोलाकार किया गया है डोर्सल फिन एक्सटेंडेड भी होते हैं सारी संकल्पना एक डिज़ाइनर पर निर्भर करती है संकल्पना यही है एक वोर्टेक्स बनाना है जो खड़ी सतह से जुड़ जाए और स्टॉल को विलंबित करें परंतु डिज़ाइनर यह देखेगा कि इससे अनावश्यक रूप से ड्रैग न बढ़ जाए इस तरह के चातुर्य चलते रहते हैं और एक्सटेंडेड का अर्थ है जो हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसा है यहाँ पर मोटाई लेकर कुछ झुका हुआ है यह बढ़ाया गया है गोलाकार है और यहाँ इस तरह से नॉर्मल थोड़ी मोटाई ज्यादा लंबाई के लिए चलती है और गोलाकार होकर वर्टिकल टेल स्वीप के साथ मिल जाती है ये सभी संकल्पनाऐं डोर्सल फिन की तरह व्यवहार करने का कारण यह सुनिश्चित करना है कि हाई साइड स्लिप पर यह वोर्टेक्स बनाए और इसको वर्टिकल टेल पर के स्टॉल को विलंबित करना है डोर्सल फिन के लाभ और डोर्सल फिन के व्यवहार के तरीकों पर कुछ और बढ़ते हैं आप जानते हैं यह कुछ है जिसे रडर लॉक फेनोमेना कहते हैं किसी समय यह गंभीर चुनौती थी जब विमान यांत्रिकी के बिना उड़ाए उड़ाई जाते थे आपको एलीवेटर के बारे में पारंपरिक रिवर्सिबल एयरप्लेन के लिए बताया गया था इस संकल्पना पर मैं अधिकतर रिवर्सिबल प्रकार के एयरप्लेन के लिए चर्चा कर रहा हूँ अर्थात आप उस छड़ी को खींचते हैं तो एलीवेटर ऊपर उठ जाता है और आगे करने पर एलीवेटर नीचे आ जाता है यही है रिवर्सिबल आजकल रिवर्सिबल नहीं होते एक्चुएटर इत्यादि होते हैं जिससे परिदृश्य बदल गया है परंतु पहले मौलिक समस्याों को समझें क्या होती है एलीवेटर की फ्लोटिंग टेंडेंसी हॉरिजॉन्टल है और यह है एलीवेटर के कब्जों की रेखा अगर यह है एंगल ऑफ अटैक तो आप कह सकते हैं इस पर का दबाव वितरण और एयरोडायनेमिक सेंटर सेंटर ऑफ प्रेशर एलीवेटर पर यहाँ हैं तो यह प्रयास करेगा इस एलीवेटर को ऊपर तैराने का पर कैसे यह ऊपर जाता है तो यहाँ लग रहे हैं बल द्वारा रोका जाता है और साम्य हो जाता है हमने व्याख्या की थी कि Ch नॉन डाइमेंशनल हिन्ज मूवमेंट कोएफिशिएंट को बताया जा सकता है ChCh Chee तो float ChCh और आप जानते हैं कि यह ऋणात्मक है इसलिए धनात्मक अल्फा के लिए एलिवेटर ऋणात्मक होगा और एलिवेटर के ऊपर स्वयं तैर ही जाएगा दाब वितरण ऐसा होगा कि अगर सेंटर ऑफ प्रेशर को देखा जाए तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हिन्ज लाइन के पीछे होगा और अल्फा के बढ़ने पर ऊपर तैरने का प्रयास करेगा तो संदेश यह था कि अगर दिए गए खास 𝛼 के लिए आप एयर प्लेन को ट्रिम करना चाहते हैं तो Cm विरुद्ध 𝛼 का ग्राफ आपको बताएगा कि उसके लिए अल्फा क्या होना चाहिए लिफ्ट भार के बराबर हो जाए आपको अल्फा कैसे मिलेगा आप पिच अप करना चाहते हैं तो इस एलीवेटर का व्यवहार करें और पिच अप करें परंतु यह फ्लोटिंग टेंडेंसी रिवर्सिबल एयर प्लेन है इसलिए वायु यान स्वयं ही इतना तैर जाएगा अब कल्पना करें कि किसी विशेष ट्रिम पर वायुयान को रखने के लिए लगने वाला बल डेल्टा क्या होगा अगर आप रेखा चित्र देखते हैं जो है e versus CL माने कि आप CL ऊंँचाई पर उड़ना चाहते हैं तो यह बताता है आपको कितना e चाहिए आप स्टिक खींचकर उतना eपाते हैं एलीवेटर में विचलन होता है पर स्थिति की कल्पना करें कि आपने एलीवेटर को ऐसा डिज़ाइन किया है कि Ch Che ऐसी है कि बिना कुछ करे खुद बखुद इस बिंदु तक तैर जाएगा या जब आप उसे उस अल्फा पर ले जाते हैं तो यह उतने ही कोण से और तैर जाता है दोनों अवस्थाएंँ संभव है डायनामिकस कहती है कि किसी भी अल्फा पर फ्लोटिंग टेंडेंसी होगी जब तक कि आप उसको ताला ना लगा दे इसलिए चालक द्वारा लगाया गया वास्तविक प्रयास डेल्टा से ही नहीं तय होगा आपको इस पर भी विचार करना है कि एलिवेटर कितना फ्लोट कर गया है यही समझ है इस तरह अगर आप देखते हैं कि रडर फ्लोटिंग रिवर्सेबल रडर फ्लोट के लिए जो कि लोंगीटुडनल पर हो रही है और यह दिशात्मक भी होगी इस मामले में मैं कहता हूँ कि ChrrCh0 उदाहरण स्वरूप यह आपका रडर है यह भाग ताकि यह हिन्ज लाइन है क्योंकि 𝛽 इस तरह से आ रहा है इस तरह इस पर एक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा और अगर यह बिंदु हिन्ज लाइन के पीछे है जो वास्तव में है इस से दाहिनी ओर एक याविंग मोमेंट होगी इसलिए Chधनात्मक होगा और भी इस तरह Chr ऋण आत्मक होगा यह है हिंज मोमेंट 𝛿r और 𝛽 के कारण इसलिए float का अर्थ है कि जब Ch0 तब 𝛿r 𝛿float का क्या मान होगा यह सही में 𝐶h0 के बराबर होगा अर्थात यह तैर रहा है मैं यहाँ 0 रखता हूंँ अब वह होगा float ChChr आप जानते हैं कि Chधनात्मक है इसलिए Chrखुद ब खुद धनात्मक 𝛽 के लिए ऋण आत्मक होगा 𝛿rfloat ऋणात्मक होगा Ch है धनात्मक ऋण आत्मक धनात्मक ऋण आत्मक और यह ऋण आत्मक धनात्मक इसलिए 𝛿r धनात्मक हो जाएगा हांँ 𝛽 धनात्मक है 𝛿r धनात्मक है इसका अर्थ क्या है अगर आप 𝛽 पर उड़ना चाह रहे हैं हम मान लेते है कि आप 𝛽 पर एयरप्लेन को उड़ाना चाहते हैं मान ले मैं एयरप्लेन को 𝛽 पर उड़ाना चाहता हूंँ तो मुझे सुनिश्चित करना होगा कि Chr याविंग मोमेंट है क्योंकि एयरप्लेन डायरेक्शनली स्टैटिकली स्टेबल है तब उसको Cnrrसे ठीक करना होगा जो कि शून्य होगा अर्थात CnCnrr0 तो required CCnr जिसको आप क्रॉसविंग लैंडिंग की तरह जानते हैं परंतु 𝛿rfloat मुझे यह दे रहा है इसलिए धनात्मक 𝛽 के लिए 𝛿r धनात्मक है परंतु आप देख रहे हैं कि C धनात्मक है और Cnrऋण आत्मक है इसलिए धनात्मक बीटा के लिए ऋण आत्मक धनात्मक पुनः 𝛿r धनात्मक है मैं चाहता 𝛿r धनात्मक परंतु फ्लोट के द्वारा पहले से स्पष्ट धनात्मक मान है तो क्या समस्या है आप समस्या को देखें क्या होगा मान ले 𝛿rrequiredजो उस समीकरण से दिए गए 𝛽 और 𝛿r यह𝛿rfloat होता यह है कि 𝛽 के उच्च कोण पर 𝛿rfloatबहुत तीव्र हो जाता है क्यों वह बहुत तीव्र हो जाता है आप समझ सकते हैं इस बिंदु पर जहाँ 𝛿rrequiredऔर बीटा मिल जाते हैं तो विमान चालक को कुछ अनुभव नहीं होता और उसके बाद 𝛿rfloatहमेशा से बड़ा होगा विमान𝛿rrequired कुछ भी नहीं कर पाएगा उसको कुछ विपरीत करना होगा इस सारे समय में जब 𝛿rrequiredज्यादा था 𝛿rfloat से इसलिए वह पेडल का व्यवहार कर रहा होगा पर उस बिंदु के बाद संकेत चिन्ह बदल जाते हैं इसलिए इस बिंदु को हम रडर लॉक कहते हैं विमान चालक जो अभी तक इसका सामना करने को कुछ नहीं कर पा रहा था वह अब विपरीत काम करता है जो कि विशेष स्टॉल चरित्र है क्या होता है जैसे हम 𝛽 को बढ़ाते हैं यह 𝛿rfloatएकाएक बढ़ जाता है इसके पीछे क्या भौतिकी है या क्या समझ है कि लॉक कब होगा जब वर्टिकल टेल का Cn कम हो जाता है और वर्टिकल टेल का Cnrबढ़ जाता है या ताकतवर हो जाता है अर्थात जब आप अस्पष्टतया समझते हैं कि रडर लॉक होगा जब Cnकम हो जाता है अर्थात डायरेक्शनल स्टेबिलिटी कम हो जाती है परंतु रडर कंट्रोल पावर उच्च है इसलिए जब आप कहते हैं कि यह यह है और यह यह है 𝛽 उच्च हो जाने से रडर लॉक की समस्या आएगी अगर आप देखते हैं float ChCh Cn नीचे चला गया है इसका क्या अर्थ है इस वक्तव्य को ध्यान पूर्वक देखें अगर मैं बीटा पर ट्रिम करने का प्रयास करता हूँ तो मैं जानता हूँ CnCnrr0 अतः required CnCnr अब Cn सापेक्षता नीचे चला गया है इसका अर्थ है कि डेल्टा की आवश्यकता कम होगी डेल्टा रिक्वायर्ड भी कम होगा Cnसापेक्षता से कम हो गया है Cn कम क्यों हो गया है क्योंकि वर्टिकल टेल स्टॉल कर रही है प्रभावशीलता कम हो रही है इसलिए डेल्टा रिक्वायर्ड भी कम होगा लेकिन डेल्टा आर फ्लोट ज्यादा नहीं बदलेगा इसलिए डेल्टा आर फ्लोट तीव्रता से बढ़ेगा यह उस विंदू को पार कर इस बिंदु पर आ जाएगा अर्थात जहाँ रडर लॉक घटना संभावित है क्या करना है अगर यह दोषी है Cnनीचे जा रहा है वह क्यों नीचे जा रहा है क्योंकि वर्टिकल टेल स्टॉल के निकट आ रही है हम क्या करें फिर हम कहते हैं वह डोर्सल फिन आप हमारी सहायता करें डोर्सल फिन डोर्सल फिन की उपस्थिति वोर्टेक्स बनाती है और स्टॉल को विलंबित करती है और उसके लिए Cn नीचे नहीं गिरता और आप अभी अभी यहाँ कहीं संचालन कर सकते हैं इस बिंदु को छोड़कर या उस विंदु को यह बहुत ही तेज व्याख्या है आपको पढ़ना चाहिए यह एक जटिल घटना है सरल है कि float 1 डिग्री से बढ़ जाने पर ऐरोडायनामिक्स रैखिक नहीं रहता यह अरेखीय विषम हो जाता है परन्तु यह सामान्य भौतिकी है और इसका एक संदर्भ है कि जब तक आप समझते हैं कि रडर लॉक होगा जब Cnनीचे जाता है औरCnr रडर लॉक हो जायेगा जब Cnनीचे चला है और डायरेक्शनल स्टेबिलिटी नीचे चली गयी है और नियंत्रण शक्ति उच्च है इस लिए रडर लॉक से बचने के लिए हम यह सुनिश्चित करते हैं कि Cnनीचे नहीं जाये अतः सुनिश्चित करें कि साइड स्लिप एंगल होने पर स्टाल में विलम्ब हो वर्टीकल टेल हाई साइड स्लिप एंगल होने के समय आप स्टाल एंगल को बढ़ाते हैं और सुनश्चित करते हैं किCn नीचे नहीं गिरे और यह काम डोर्सल फिन कर देता है जो डोर्सल फिन का एक और लाभ है अगर रडर लॉक में कुछ दिक्कत होती है तो हम फिर इस पर आ जायेंगे यह मेरा पढ़ाने का तरीका है मैं संकल्पना की प्रस्तावना करता हूँ और आप से आशा की जाती है कि पढ़ने की मंच पर आने की और मैं वीडियो भी देखता हूँ अगर मुझे लगता है कि इसपर और चर्चा करनी है तो फिर वापस आ जाता हूँ पर क्योंकि हमारी चर्चा डिज़ाइन पर है इस लिए इन प्रश्नों में नहीं पड़ना चाहता हूँ पर आप जानते हैं इन प्रश्नों से बचा नहीं सकता डोर्सल फिन की तरह ही वेंट्रल फिन डोर्सल फिन आप जानते हैं वेंट्रल फिन भी वही काम करते हैं हम पाते हैं कि यह फ़्यूज़लाज है और यह वर्टिकल फिन और यह डोर्सल फिन है यहाँ इनकी स्थिति है यह स्ट्रेक भी है वह भी वोर्टेक्स बनाते हैं वेंट्रल फिन भी वोर्टेक्स बनाते हैं जो वर्टिकल फिन से टकराते हैं और स्टॉल को विलंबित करते हैं या अधिक प्रभावी बनाते हैं यह परोक्ष रूप से वायुयान को डायरेक्शनल स्टेबिलिटी देता है जब वह हाई साइड स्लिप एंगल पर होता है हाय साइड स्लिप एंगल में वर्टिकल टेल पर स्टॉल होने वाला होता है इसलिए उसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है यहाँ पर वोर्टेक्स बनने से स्टॉल विलंबित होता है जिससे वर्टिकल फिन की प्रभावशीलता बढ़ जाती है और डायनैमिक कैरेक्टर में उन्नति होती है यह परोक्ष रूप से वायुयान को डायरेक्शनल स्टेबिलिटी देता है जब वह हाई साइड स्लिप एंगल पर होता है हाय साइड स्लिप एंगल में वर्टिकल टेल पर स्टॉल होने वाला होता है इसलिए उसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है यहाँ पर वोर्टेक्स बनने से स्टॉल विलंबित होता है जिससे वर्टिकल फिन की प्रभावशीलता बढ़ जाती है और डायनैमिक कैरेक्टर में उन्नति होती है जब अकेले डोर्सल फिन उतना प्रभावशाली नहीं होता तो लोग साथ में वेंट्रल फिन भी लगाते हैं यह कभी भी विंग वेक द्वारा ढकी नहीं जाती क्योंकि हम हाई साइड स्लिप एंगल की बात कर रहे हैं एक हाई एंगल ऑफ़ अटैक पर डोर्सल फिन और वर्टिकल टेल विंग वेक द्वारा ढकी जा सकती है परंतु वेंट्रल फिन इसके द्वारा ढकी नहीं जाती इस तरह आप उसे बढ़ाते हैं और यही महत्वपूर्ण है और यहीं पर एक डिज़ाइनर अपनी उड़ान की परिस्थितियों के अनुरूप अपनी गति के अनुरूप परिवर्तन करता है वह चयन करेगा डोर्सल फिन या वेंट्रल फिन दोनों या इनमें से एक अधिकतर आप पाएंँगे कि डोर्सल फिन अनिवार्य है वेंट्रल फिन गति सीमा पर एंगल ऑफ़ अटैक के प्रकार और युक्ति पर या इनके सम्मिश्रण पर निर्भर करती है पर आप जाने कि बुनियादी तौर पर उनकी क्या भूमिका है और उन से क्या लाभ हैं डोर्सल फिन और वेंट्रल फिन इन पर बहुत से अनुसंधान पत्र हैं आप गूगल कर देखें कि किस तरह से ऐरोडायनामिक चरित्र बदलते हैं आज के लिए धन्यवाद हम एक नए क्षेत्र के साथ वापस लौटेंगे एक नया विषय जो संभवत थ्रस्ट लोडिंग और विंग लोडिंग होगा